Fundamentals of Electrical Engineering फंडामेंटल्स ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Prof Debapriya Das प्रोफ देबप्रिया दास Department of Electrical Engineering डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Indian institute of Technology Kharagpur इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी खरगपुर Lecture - 54 लेक्चर 54 Single Phase Transformer सिंगल फेज ट्रांसफार्मर तो अब हम हेड लाइन के सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर स्टडी करेंगे यह एक ट्रांसफॉर्मर है रिफर स्लाइड टाइम 0022 यहाँ केवल सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर की स्टडी करेंगे और इसके बाद वह 3 फेज इंडक्शन मशीन केवल ब्रीफ में और फिर डीसी मशीन डीसी मोटर्स को देखेगे तो आम तौर पर अगर इस चीज को देखें तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो म्यूच्यूअल इंडक्शन के फिनोमिना का उपयोग बारी बारी से वोल्टेज और करंट की वैल्यू को बदलने के लिए करता है तो मूल रूप से एक ट्रांसफार्मर में मैंन एडवांटेज में से एक यह है कि यह वोल्टेज लेवल को ट्रांसमिट कर सकता है यानी यह वोल्टेज लेवल को बढ़ा सकता है या यह वोल्टेज लेवल को कम कर सकता है तो यह वास्तव में ट्रांसफार्मर है रिफर स्लाइड टाइम 0105 तो यह एक्साम्पल के लिए कॉल कर सकता है कई जब पॉवर स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को देखते हैं तो अलग अलग वोल्टेज लेवल होते हैं और वे वोल्टेज स्टेप होते हैं या केवल स्टेप अप या स्टेप डाउन होते हैं ट्रांसफॉर्मर क उपयोग करते हैं तो इसका मतलब है इसलिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो अलटरनेटिंग वोल्टेज और करंट की वैल्यू को बदलने के लिए म्यूच्यूअल इंडक्शन के फिनोमिना का उपयोग करता है रिफर स्लाइड टाइम 0134 इसलिए ट्रांसफार्मर में लोसेस आम तौर पर कम होता है और इसलिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है लोस बाद में देखेंगे इसलिए स्टेटिक होने के कारण उनकी लाइफ लम्बी होती है और वे बहुत स्टेबल होते हैं इसलिए ट्रांसफार्मर को स्टेटिक डिवाइस कहते है रिफर स्लाइड टाइम 0150 तो अब एक्साम्पल के लिए मान लीजिए यदि कंसीडर करें कि फेरोमैग्नेटिक कोर हैं और इस तरफ प्राइमरी है तो प्राइमरी साइड कहें कि यहां N1 नंबर ऑफ़ टर्नस हैं यह N1 नंबर ऑफ़ टर्नस है और सेकेंडरी में N2 नंबर ऑफ़ टर्नस हैं और सेकेंडरी लोड में भी कनेक्टेड है लेकिन डैश लाइन में दिखाया गया है इसका मतलब है लोड कनेक्टेड नहीं है अब एक अल्टरनेटिंग सप्लाई वोल्टेज यह एक V1 दिया जाता है इसलिए जब लोड वास्तव में कनेक्टेड नहीं होता है तो क्या होगा कि बहुत कम करंट जो वाइंडिंग के इस प्राइमरी साइड के माध्यम से फ्लो होगा और फ्लक्स वास्तव में लिंक होगा दोनों प्राइमरी और साथ ही सेकेंडरी वाइंडिंग जब इस तरफ ओपन सर्किटेड है जिसका अर्थ है कि लोड कनेक्टेड नहीं है तो सेकेंडरी के माध्यम से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है लेकिन प्राइमरी साइड में स्माल वोल्टेज को अप्लाई किया है इसलिए स्माल करंट जिसे एक्स्सिटिंग करंट कहा जाता है वास्तव में यह फ्लक्स को प्रोडूस करने के लिए रिस्पोंसिबल होगा और मेग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स की डायरेक्शन हैंड रूल से प्राप्त होगी मैंने करंट ग्राफ की डायरेक्शन में बताया हैं कि कॉइल और फ्लक्स की डायरेक्शन को थंब कॉल करेगा तो आइए इसे क्लियर करें यह वास्तव में फेरोमैग्नेटिक कोर है और यह एक ट्रांसफार्मर का सर्किट सिंबल है रिफर स्लाइड टाइम 0321 तो प्राइमरी वाइंडिंग एसी सप्लाई से जुड़ी है जिसे मैंने बताया था और सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड से जोड़ा जा सकता है रिफर स्लाइड टाइम 0331 रिफर स्लाइड टाइम 0338 अब प्रिंसिपल ऑफ़ प्रिंसिपल ऑफ़ ऑपरेशन जब सेकेंडरी एक ओपन सर्किट होता है और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 अप्लाई होता है मैंने प्राइमरी वाइंडिंग को बताया एक स्माल करंट I0 फ्लो करेगा जिसे नो लोड कहा जाता है जो कोर में एक मेग्नेटिक फ्लक्स स्थापित करता है इसका मतलब है कि यहां यह मेगनीटयूड को स्थापित करेंगा मान लीजिए कि यहां एक स्माल करंट I1 दिख रहा है क्योंकि यह प्राइमरी साइड V1वोल्टेज I1 करंट शो कर रहा है जब भी यह I0 करंट होता है तब यह लोड नहीं होता है और I1I0 कहते हैं रिफर स्लाइड टाइम 0404 और जो कोर में मेग्नेटिक फ्लक्स में स्थापित होता है यह अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों के साथ जुड़ता है जो मैंने बताया और उनमें क्रमशः E1 और E2 का ईएमएफ म्यूच्यूअल इंडक्शन उत्पन्न होता है इसका मतलब है यहां वास्तव में एक वोल्ट यह है सप्लाई वोल्टेज वैसे भी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए एक वोल्टेज इंडयुसड किया जाएगा रिफर स्लाइड टाइम 0429 तो अगर मैं इसे इस तरह बनाता हूं यह E1 है लेकिन उस समय को अलग तरीके से जानना होगा कि यह वाइंडिंग भी रेजिस्टेंस है और साथ ही साथ रिअक्टेंस है तो यह बाद में देखेंगे तो उस स्थिति में क्रमशः E1 और E2 म्यूच्यूअल इंडक्शन हैं तो इंडयुसड emf E एक कॉइल में अगर N टर्नस दिया जाता है E Ndt दिया जाता है तो फैराडेज लॉ से वोल्टेज इंडयुसड N ddt और लेन्ज d I है या लेन्ज लॉ emf की डायरेक्शन देगा यही कारण है कि यहां साइन है तो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित अस्संपशन बनाई जाती हैं रिफर स्लाइड टाइम 0519 वाइंडिंग रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल कहते हैं कि कोई वाइंडिंग रेजिस्टेंस नहीं है प्रोडयुसड सभी फ्लक्स ट्रांसफार्मर के कोर तक ही सीमित है रिफर स्लाइड टाइम 0529 और दोनों वाइंडिंग को पूरी तरह से लिंक करता है फ्लक्स का कोई लीकेज नहीं है मान रहे हैं कि कोई लीकेज नहीं है और फ्लक्स दोनों वाइंडिंग को पूरी तरह से लिंक करता है रिफर स्लाइड टाइम 0540 अब नंबर 3 कोर की पर्मेअबिलिटी बहुत अधिक है ताकि फ्लक्स उत्पन्न करने और इसे कोर में स्थापित करने के लिए आवश्यक मेग्नेटाइजिंग करंट नेग्लिजिबल हो रिफर स्लाइड टाइम 0553 और नंबर 4 यानी d पार्ट हिस्टैरिसीस और एड़ी करंट लोस नेग्लिजिबल हैं ये 4 अस्संपशन हैं तो ये 4 अस्संपशन हैं जो एक आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए बनाई गई हैं रिफर स्लाइड टाइम 0607 अब एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में d dψdt प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के लिए सेफ है क्योंकि फ्लक्स ∅ प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों को लिंक करताहै तो E1 N1 d d t लिख सकते है जो कि वाइंडिंग में इंडयुसड वोल्टेज है इसी तरह E2 N2ddt और रेसिस्ट नेग्लेक्टिंग हैं कि इसे आइडियल ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है अब इसलिए यदि E1E2 को डिवाइड करने पर N1N2 प्राप्त होगा इसलिए यदि E2 इकवेशन E1E2 को डिवाइड करने पर N1N2 प्राप्त होगा इसलिए E1N1E2N2 जो इंडयुसड ईएमएफ पर टर्नस स्टेटिक है जो कि E1N1E2N2 हैं अब इंडयुसड emf की पोलारिटी दी गई है लेन्ज़ लॉ वास्तव में यह चेंज का ऑप्पोस करता है इसलिए यह वास्तव में हायर सेकेंडरी फिजिक्ससे नेगेटिव है इस सब से गुजर चुका है रिफर स्लाइड टाइम 0703 इसलिए यह कोई लोस नहीं मानते हुए V1N1 V2N2 बना सकते है तो उस स्थिति में यदि यह मान लिया जाए कि कोई लोस नहीं हुआ है तो V1V1V2N1N2 यहां बना सकते हैं यह E1E2N1N2 है और अगर कोई लोस नहीं है तो कोई लोस नहीं है तो लिख सकते हैं कि टर्न सप्लाई वोल्टेज यानी V1V1N1V2N2 यह प्राइमरी साइड वोल्टेज है और V2 सेकेंडरी साइड वोल्टेज है इसलिए V1V2N1N2K बना सकते हैं जिसे टर्नस रेशो कहा जाता है इसलिए K वोल्टेज रेशो या टर्नस रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो है रिफर स्लाइड टाइम 0752 इसलिए V2V1K यदि K वन से कम है तो यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और यदि K वन से अधिक है तो इसे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है तो चलिए फिर से उस सर्किट पर चलते हैं यहाँ हम फिर से सर्किट पर वापस जाते हैं तो मान रहे हैं कि कोई लोस नहीं हुआ है और यह साइड वोल्टेज V1 है यह साइड वोल्टेज V2 है इसका मतलब है अगर यह मार्क करते है कि यह मेरा E1 है और यहां भी यह मेरा E2 है यह मानते हुए कि कोई लोस नहीं हुआ है इसलिए V1V1E1E2N1N2 इसलिए V1V2 इक्वल N1N2 है बाद में यहां V1 और E1 के बीच के रिलेशनशिप को भी इसी तरह देखेंगे तो यहां केवल ऐसा होगा यदि K वन से कम है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यदि K वन से अधिक है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है रिफर स्लाइड टाइम 0905 एक्साम्पल के लिए मान लीजिए N1 मान लीजिए 50 और N2 मान लीजिए 10050 टर्नस और 100 टर्नस हैं तब KN1N250100 हाफ इसका मतलब है कि K वन से कम है K वन से कम है क्योंकि यह हाफ है इसका मतलब है यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों है इसका मतलब है यहाँ तो V1V2Kहाफ इसका मतलब है V22 V1 इसका मतलब है यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि प्राइमरी साइड वोल्टेज अगर यह V1 सेकेंडरी साइड है तो यह 2 V1 हो रहा है एक्साम्पल के लिए प्राइमरी साइड अगर यह 100KB है तो सेकेंडरी साइड यह 200KB है इसलिए यदि K वन से कम है तो यह स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है इसी तरह यदि K वन से अधिक है तो यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए K वन से अधिक है रिफर स्लाइड टाइम 1015 अब जब एक लोड को सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ा जाता है तो करंट I2 फ्लो होता है इसलिए एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जब भी मैं यह कह रहा हूं तो पहले फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को सर्किट डायग्राम को ड्रा करें कोर वाइंडिंग इसे ड्रा करें फिर देखें जब एक लोड सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है तो एक आइडियल ट्रांसफॉर्म में करंट I2 फ्लो होता है R लोस को नेगलेक्ट किया जाता है और एक ट्रांसफॉर्मर को b E100 प्रतिशत इफीसिएंट माना जाता है हालांकि रियलिटी में आइडियल ट्रांसफार्मर पोसिबल नहीं है लेकिन हमारे लिए क्लिअरीफिकेशन हैं रिफर स्लाइड टाइम 1052 अब इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्ट एम्पीयर बराबर होंगे यानी V1I1 V2I2 के बराबर होना चाहिए यानी V1 वास्तव में प्राइमरी साइड वोल्टेज है और I1 प्राइमरी साइड करंट है और V2 सेकेंडरी साइड वोल्टेज है और I2 सेकेंडरी साइड करंट है इसलिए वोल्ट एम्पीयर समान होना चाहिए अगर V1 I1V2I2 इसलिए V1V2I2I1 तो V1V2 अब N1N2I2I1N1N2K है इसलिए या तो V1V2N1N2 लिख सकते हैं या करंट के केस में यह I2I1N1N2 होगा जो कि N1I1N2I2 है एक अलग तरीका हैं रिफर स्लाइड टाइम 1141 मान लीजिए यदि यह I2I1N1N2 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएं इसलिए I2N2I1N1 इसलिए सेकेंडरी साइड पर emf प्राइमरी साइड के emf के बराबर होना चाहिए रिफर स्लाइड टाइम 1205 तो एक ट्रांसफार्मर की रेटिंग वोल्ट एम्पीयर के टर्म में बताई गई है कि यह बिना अधिक हीट किए बदल सकते है इस तरह इसे वोल्ट एम्पीयर बना देते है रिफर स्लाइड टाइम 1215 अब ट्रांसफॉर्मर रेटिंग या तो V1I1 या V2I2 है जब I2 पूरा लोड है सेकेंडरी करंट कहते हैं तो यह वास्तव में ट्रांसफॉर्मर रेटिंग है आम तौर पर ट्रांसफार्मर नेमप्लेट पर यह पता चलेगा कि यह K V एक रेटिंग दी जाएगी यह फ्रीक्वेंसी यूनिट इम्पिड़ेंस के लिए दी जाएगी यह सब चीजें दी जाएंगी तो बस जो कुछ भी थोड़ा सा स्टडी किया है वह फेजर डायग्राम होगा बाद में एक छोटा सा एक्साम्पल लेते है रिफर स्लाइड टाइम 1241 एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर जिसका टर्न रेशो 8 इज टू 1 है और प्राइमरी करंट 3 एम्पीयर है यह 240 वोल्ट पर सप्लाई की जाने वाली सेकेंडरी वोल्टेज और करंट को कैलकुलेट करना है रिफर स्लाइड टाइम 1257 तो अब टर्नस का रेशो दिया गया है 8 इज टू 1 का मतलब है कि यह N1 इज टू N2 है मेरा मतलब है कि जब भी यह दिया जाता है कि 8 इज टू 1 है इसका मतलब है यह N1 इज टू N2 8 इज टू 1 है तो K 8 इसका मतलब है यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि K वन से बड़ा है रिफर स्लाइड टाइम 1321 तो इसका मतलब है कि V1V2K इसलिए V2V1K तो 2408 तो V2 30 वोल्ट होगा तो प्राइमरी साइड 240 वोल्ट है सेकेंडरी साइड 30 वोल्ट है यह भी जान लें कि I2I1K तो I2KI1 इसे I13 एम्पीयर दिया गया है तो I2 24 एम्पीयर के बराबर है तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यह 30 वोल्ट का है तो फुल लोड वोल्टेज कम है लेकिन अगर करंट बढ़ गया है क्योंकि वोल्ट एम्पीयर को समान रहना है तो अगर वोल्ट एम्पीयर प्राइमरी साइड E240 वोल्ट 3 एम्पीयर करंट देखें तो 720 वोल्ट एम्पीयर इसी तरह सेकेंडरी साइड के लिए अगर सेकेंड साइड देखें तो सेकेंडरी साइड भी 72 होनी चाहिए रिफर स्लाइड टाइम 1419 तो अगर देखें कि यह वोल्टेज V2 30 वोल्ट है और यह 24 एम्पीयर है तो वह भी 720 वोल्ट एम्पीयर है तो इसका मतलब है V1I1 इसे V2I2 के बराबर होना चाहिए रिफर स्लाइड टाइम 1439 अब एक और छोटा एक्साम्पल यदि 5 KVA सिंगल फेज यह 1∅ है तो वह सिंगल फेज सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होगा जिसका टर्न रेशो 10 इज टू 1 है यानी N1 इज टू N2 10 इज टू 1 है और इसे 25 KV सप्लाई 25 किलोवोल्ट से फीड किया जाता है aकरंट b मिनिमम लोड रेजिस्टेंस जिसे फुल लोड KVA देने के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग से जोड़ा जा सकता है और c फुल लोड KVA पर प्राइमरी करंट तो ये वो चीज़ें हैं जिन्हें करने के लिए कहा गया है और उन्हें करना ही होगा रिफर स्लाइड टाइम 1518 तो पहली बात यह है कि N1N210 इज टू 110 110है अब V1 को N25 KV दिया गया है तो 2500 वोल्ट मल्टीप्लाईड बाय 1000 हैं रिफर स्लाइड टाइम 1530 पता करें कि क्या N1N2V1V2 इसलिए V2V1N2N1V1 को N2500 दिया गया है और N2N1 110 है तो यह 250 वोल्ट है इसलिए V2 E250 वोल्ट है रिफर स्लाइड टाइम 1547 वोल्ट एम्पीयर में ट्रांसफॉर्मर रेटिंग फुल लोड पर V2I2 होगी तो यह V2V2I2 है यानी KVA को 5000 दिया गया है मेरा मतलब यह कुछ इस तरह है तो ट्रांसफॉर्मर रेटिंग एटिन वोल्ट एम्पीयर V2I2 है तो यह 5 KVA दिया जाता है इसलिए 5 1000 एम्पीयर V2 से 250 वोल्ट मिला V2250 वोल्ट I2 प्रोमिनेन्स से यदि सोल्व करे तो I220 एम्पीयर फुल लोड करंट मिलेगा तो KVA यह प्रॉब्लम में दिया जाता है इसे 5 KVA दिया जाता है यानी 5000 वोल्ट एम्पीयर वोल्टेज यहाँ 250 वोल्ट है और करंट को निर्धारित करना है तो जिससे I220 एम्पियर प्राप्त होगा रिफर स्लाइड टाइम 1636 अब b लोड रेजिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू बस V2I2है तो V2 की वैल्यू N250 को 250 मिलेगा और I2 को 20 मिलेगा तो यह 125 ओह्म है देखिए N1N2I2I1 को पता है कि इसलिए I1I2 से N2N1 में है तो I2 को 20 एम्पीयर मिला और N2N1 110 है तो यह वास्तव में 2 एम्पीयर है बहुत ही सिंपल है रिफर स्लाइड टाइम 1707 अब अगला नो लोड फेजर डायग्राम है अब कोर फ्लक्स वास्तव में नो लोड फेजर डायग्राम है कोर फ्लक्स एक ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों के लिए कॉमन है जिसे मैंने शुरुआत में दिखाया था और इस प्रकार इसे रिफरेन्स फेजर डायग्राम के रूप में लिया गया हैं रिफर स्लाइड टाइम 1722 एक्साम्पल के लिए एक फेजर में यह फ्लक्स है यह सुनिश्चित करेगा तो साइनसोइडल वेरिएशन M sin ω t हैं यह M sin ω t है यह फ्लक्स है और को रिफ़रेंस के रूप में ले रहे हैं अब I0 समान रूप से स्माल है नो लोड करंट और लोस नेग्लेक्टेड है इसलिए प्राइमरी वाइंडिंग तब एक प्योर इंडकटर होगा क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग को अल्तेर्नेटिंग सप्लाई दे रहे है तो अगर यह हमारा लोस नेग्लेक्टेड है तो यह उस प्योर इंडकटर की तरह कार्य करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब भी कहें कि लेन्ज़ के लॉ के अनुसार है तो यह जान लें कि E1 प्राइमरी वाइंडिंग के लिए यह N1 है तो d dt यह साइन लेन्ज़ के लॉ के कारण आता है तो यह E1 N1 ddt है अब max sin ω t जानें तो यदि केवल उसका डेरीवेटिव लें तो E1 N1 प्राप्त होगा फिर m फिर ω फिर cosine ωt जितना प्राप्त होगा तो यह लिख सकते है कि N1 m कहे ω यह cosine ω t है तो sin 90o ω t लिख सकते हैं और यह यहाँ साइन है यह साइन यहाँ है - साइन उसके अंदर है फिर वह क्या मिलेगा E1N1 फिर m फिर ω फिर sin ω t 90o लिख सकते हैं तो sin ω t 90 यानी E1 इसका मतलब है अगर ∅ रिफ़रेंस जो sin ω t है और यह एक लोस नेग्लेक्टेड है इसलिए कोई लोड करंट I0 भी फेज में नहीं होगा फ्लक्स के साथ में करें और I0 वास्तव में V1 90o से लेग करेगा अगर लोस नेग्लेक्टेड है तो लोस को पूरी तरह से नेग्लेक्टेड करते है तो उस स्थिति में I0 ∅ के साथ फेज में होगा और जैसा कि रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है तो आम तौर पर इसलिए I0 वोल्टेज V1 90o से लेग कर रहा है ऐसा इसलिए है क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग प्योर इंडकटर के रूप में कार्य कर रहा है और यदि मेग्नेटाइजिंग मेग्नेटाइजिंग रिअक्टेंस x m लेते हैं तो देखेंगे कि I0 प्योरली रूप से मेरा मतलब लोस नेग्लेक्टेड है तो यह I0 और ∅ दोनों फेज में हैं और V1 90o से लेग कर रहा हैं अतः इस स्थिति में E1 ω t 90o आ रहा है और इसका अर्थ m sin t है और यहाँ यह sin ω t 90o है तो मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ रिफर स्लाइड टाइम 2038 तो इसका मतलब है कि मेरा V1 90o से लैगिंग होगा इसलिए यह मेरा E1 है यह मेरा E1 प्राइमरी इंडयुसड emf है इसी तरह E2 भी होगा E2 भी लैगिंग होगा और E2V2 क्योंकि लोस है एक आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसीडर कर रहे हैं तो यह सेकेंडरी इंडयुसड है दोनों इस तरह होंगे अब इसलिए लेन्ज़ लॉ के अकॉर्डिंग सप्लाई वोल्टेज यह चेंग का अप्पोस करता है तो लेन्ज़ लॉ लेन्ज़ लॉ के अकॉर्डिंग यह वास्तव में V1 E1है तो एक E1 और dψdtइसका मतलब है कि मेरा V1 सामान्य रूप से N1 होगा जिसे dψdt कहते हैं क्योंकि E1 N1 dψdt इसलिए यह N d ψ d tहोगा इसलिए मेरा V1N1 m होगा sin ω t को कहते हैं यदि डेरीवेटिव लेते हैं तो यह N1 होगा फिर m फिर ω फिर cosω t तो यही वह होगा जिसे V1 कहते हैं अगर इस तरह से सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए लिखते हैं तो इस तरह से लिखें जहां मैं लिख रहा हूं आशा है कि यह पढ़ने में आसान होगा कि V1N1 फिर m हैं फिर ω और यह cosω t यह आमतौर पर लिख सकते है कि एक sin 90o ω t है दूसरा sin 90oω t है इसका मतलब है sinω t 90o लिख सकते हैं जो कि V1है इसका मतलब है यह मेरा m sin ω t है इसका मतलब है कि यह V1 वास्तव में इस 90o से लीड कर रहा है फिर V1 E1 है तो यह मेरा E2 है यह E1 है और यह V1 E1 है तो E1 प्राइमरी इंडयुसड emf है और E2 V2 सेकेंडरी इंडयुसड emf के बराबर E2 देखें तो यह वास्तव में V1 E1 है तो मूल रूप से I0 फेज में होगा अब फेज में लोस को नेग्लेक्टेड है जिसमें फ्लक्स को रिफ़रेंस के रूप में लिया जाता है इसलिए इसे क्लियर करें रिफर स्लाइड टाइम 2309 इसलिए I0 फ्लक्स और फेज में फ्लक्स के साथ प्रोडयूज़ करता है अब प्राइमरी इंडयुसड emf E1 V1 लेन्ज़ लॉ के अकॉर्डिंग अप्पोस में है और इसे V1 के साथ 180o से बाहर दिखाया गया है तो यह V1 है और यह V1 E1 है इसलिए 180o फेज से बाहर है तो यह लेनज़ लॉ है और इस फैराडे के लॉज़ आपने हायर सेकेंडरी फिजिक्स में इन सभी चीजों कि स्टडी की है इसलिए जब लोस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो यह फेजर डायग्राम है अब आम तौर पर एक ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि कोर का हीटिंग होता है क्योंकि हिस्टैरिसीस और एड़ी करंट के कारण एनर्जी लोस कोर में दिखाई देती है तो उस लोस के कारण कंपोनेंट वहाँ होगा यदि लोस के कॉम्पोनेन्ट को कंसीडर करें तो I0 वास्तव में V1 से 90o बिल्कुल लेग कर रहा है या वास्तव में 1 के साथ फेज में नहीं है I0 का इतना लेगिंगएंगल होगा तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई बात हो तो इस केस में इस केस में क्या होगा रिफर स्लाइड टाइम 2418 यह I0 वास्तव में फेज में फेज में नहीं है क्योंकि मैं लिखता हूं क्योंकि इसमें कोर लोस है जो आयरन लोस है जो एड़ी करंट और हिस्टैरिसीस लोस है तो इस वजह से यह V1 E1 ठीक है लेकिन यह I0 वास्तव में V1 से 0 से लेग कर रहा है तो यह एंगल 0 है और यह कंपोनेंट के साथ है I m I0sin यह कंपोनेंट उस नो लोड फ्लक्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पोंसिबल है क्योंकि यह ∅0 है तो यह cos90 है जिसे I0 I m I0 कहते हैं I0 यह cos90 0 होगा तो यह I0sin है और यह Ic I0cos0 होगा तो यह कंपोनेंट वास्तव में मूल रूप से कोर लोस और आयरन लोस और नो लोड की कंडीशन देगा तो टोटल कोर लोस मूल रूप से आयरन लोस यह हिस्टैरिसीस और एड़ी करंट लोस है तो यही कारण है कि I0 वास्तव में फेज के साथ फेज में नहीं है लेकिन यह एंगल वास्तव में यह एंगल I 0 वास्तव में काफी बड़ा है जो कि टोटल कोर लोस है रिफर स्लाइड टाइम 2538 आयरन लोस V1I0cos0 और यह मैंने यह I0cos0 बताया हैं कि वास्तव में Ic I0cos0 इसका मतलब है यह कंपोनेंट इसका मतलब है I0cos0 वास्तव में Ic के बराबर है इसका मतलब है V1Ic जो टोटल कोर लोस है और आयरन लोस है तो यह एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के लिए नो लोड फेजर डायग्राम है रिफर स्लाइड टाइम 2613 अब अगर करंट फ्लो होता है तो लोस तब होगा जब लोस माना जाता है I0 में 2 कंपोनेंट हैं मैंने सब कुछ बताया रिफर स्लाइड टाइम 2618 मैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को कॉल करता हूं और कोर लॉस कंपोनेंट्स को बिना लोड के यह मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट फ्लक्स के प्रोडक्शन के लिए रिस्पोंसिबल है तो एडी करंट लॉस जो कि कोर लॉस कंपोनेंट है मूल रूप से एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस की सप्लाई कर रहा है मैग्नेटिक सर्किट में यह एडी करंट और हिस्टैरिसीस मैंने वे फॉर्मूला दिए हैं यह कुछ भी नहीं है रिफर स्लाइड टाइम 2651 तो अब यह इस नुमेरिकल के लिए है 2400400 वोल्ट एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है क्योंकि यह प्राइमरी साइड E2400 और सेकेंडरी साइड 400 वोल्ट है तो यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है इसलिए N1N2 वास्तव में 6 V1V2 है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर 05 एम्पीयर का नो लोड करंट लेता है और कोर लोस 400 वॉट है जो कि कोर लोस दिया गया है जो कि V1I0cos0 है जो कि इस कोर लोस 400 वॉट्स दिया गया है नो लोड करंट के मैग्नेटाइजिंग और कोर लॉस कंपोनेंट की वैल्यू निर्धारित करें और फेजर डायग्राम ड्रा कीजिए रिफर स्लाइड टाइम 2732 तो इसे दिया जाता है V12400 वोल्ट V2 400 वोल्ट दिया जाता है I0 05 एम्पीयर दिया जाता है तो कोर लोस यानी आयरन लोस 400 वाट भी दिया जाता है इसलिए V1I0cos0400 तो यानी 240005 cos0400 रिफर स्लाइड टाइम 2756 इसलिए cos0 वन थर्ड प्राप्त होगा इसलिए0705 o अब करंट I m को मैग्नेटाइजिंग करंट 0 पॉइंट करना और I0sin 0 होगा तो 0471 एम्पीयर क्योंकि 0705 o और कोर लॉस कंपोनेंट Ic I o 0167 एम्पीयर होगा और जैसा कि यह करंट लैगिंग है अगर फेजर चीज में लिखें कि I0 वास्तव में Ic j I m होगा तो Ic0167 और j 0471 हैं यदि V1को एक रिफ़रेंस के रूप में लें तो यह करंट वास्तव में वोल्टेज को कॉल करने से लेग कर रहा है तो यह होगा यह रियल पार्ट है और यह इमेजिनरी पार्ट है यह कोर लॉस कंपोनेंट करंट है और यह इमेजिनरी सॉरी मैग्नेटाइजिंग है जिसे करंट के मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है रिफर स्लाइड टाइम 2901 तो अब यह फेजर डायग्राम है यह V1 है और यह E2 400 वोल्ट है E1 भी यहाँ है और यह एंगल 705 o है और यह पार्ट Ic है और यह पार्ट I m है और यह रिजलटेंट I0 है तो यह सिंपल है और यह रिफ़रेंस फेजर है और E1 यहां दिया गया है रिफर स्लाइड टाइम 2928 E1 को यहां 2400 दिया गया है क्योंकि इसे बैलेंस आइडियल स्थिति में बैलेंस्ड होना है इसलिए यह 2400 वोल्ट होना चाइये यहां भी यह 2400 वोल्ट दिखा रहा है अब EMF इकवेशन E2 इकवेशन सामान्य रूप से मेग्नेटिक सर्किट में भी मैंने दिया है E1444 f mN1 वोल्ट और सेकेंडरी साइड भी 444 f mN2वोल्ट हैं तो N1N2 केवल ट्रान्स डिफरेंस या अलग है लेकिन इकवेशन सेम हैं तो यह emf इकवेशन वास्तव में उस मेग्नेटिक सर्किट में दिया गया है जो मैंने दिया है और अगर rmf वैल्यू को इसे डिवाइड करना है तो उस मेग्नेटिक सर्किट में डिवाइडेड बाय √2 सब कुछ वहां किया गया है रिफर स्लाइड टाइम 3016 तो अब अगर इस एक्साम्पल को सिंगल फेज 5001000 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ लें तो यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी होगा क्योंकि सेकेंडरी साइड पर वोल्टेज कम हो रहा है मैक्सिमम कोर फ्लक्स डेंसिटी 15 वेबर पर मीटर 2 है और इफेक्टिव कोर क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर2 हैं N1 और N2 निर्धारित करें एक बहुत ही सिंपल हैं रिफर स्लाइड टाइम 3040 फ्लक्स को जानें BA के बराबर है हम ने मेग्नेटिक सर्किट में देखा है यह B फ्लक्स डेंसिटी है और A क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो B को N15 वेबर पर मीटर2 दिया गया है और A 50 सेंटीमीटर2 है तो 5010 4 मीटर 2 इसलिए इस एरिया में ∅ m 15 में 75 10 टू डा पावर 4 वेबर हैं चूंकि E1444 mN1 जानते हैं कि इसलिए N1 E1444 f m होगा 500 डिवाइडेड बाय सबसटीटयूड होगा और यदि इसको मेंशन नहीं किया गया है भले ही उसका मेंशन न हो रिफर स्लाइड टाइम 3118 आम तौर पर यह एक 50 हर्ट्ज़ सिस्टम f 50 हर्ट्ज़ लें तो यानी f 50 हर्ट्ज़ लिया जाता है और यह ∅m को N1300 मिलेगा इसी तरह N2E2444 f ∅m यानी 100444 50 हर्ट्ज़ f 50 हर्ट्ज़ है और यह 60 मिलेगा रिफर स्लाइड टाइम 3135 तो मूल रूप से N1300 और N260 मिलेगा इसका उपयोग किए बिना भी वोल्टेज रेशो दिया जाता है जिसे V1V2 दिया जाता है यह V1V2 N1N2 और N है और यह वास्तव में 500100 दिया जाता है तो N1 300 मिला है इसलिए N23005 यहाँ से भी इसे N260 प्राप्त कर सकते हैं रिफर स्लाइड टाइम 3233 Glossary English Word Word Meaning phenomenon फिनोमेनों घटना main मैन मुख्य actual एक्चुअल वास्तव connected कनेक्टेड जुडा हुआ sets up सेट्स अप स्थापित करना following फोलोविंग निम्नलिखित confined कॉनफाइंड सीमित safe सेफ सुरक्षित change चेंज परिवर्तन percent परसेंट प्रतिशत क्लेरिफिकेशन स्पष्टीकरण heat हीट गर्म prominence प्रोमिनेंस प्रमुखता